आज हम पूर्वानुमान पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं पूर्वानुमान एक उत्पाद के लिए भविष्य की मांग के अनुमान के साथ अनिवार्य रूप से संबंधित है उदाहरण के लिए वे किसी विशेष उत्पाद की मांग कर सकते थे हमें पिछले 6 वर्षों में 25 32 24 28 26 और 27 के रूप में कहते हैं उत्पाद कुछ भी हो सकता है उत्पाद एक ऑटोमोबाइल हो सकता है एक उत्पाद फोन हो सकता है एक उत्पाद मशीनरी हो सकता है और तो और ये संख्या 1000 या कई लाख के गुणक में हो सकती है चित्रण के लिए हम इन 6 नंबरों को लेंगे हम मान सकते हैं कि यह 2009 में बिक्री है और 2004 में यह बिक्री है इसलिए 2004 से 2009 तक शुरू होने वाले 6 वर्षों के डेटा उपलब्ध हैं और हम उदाहरण के लिए कहें कि ये मूल्य हैं अब हम वर्ष 2010 की मांग का अनुमान लगाना चाहते हैं और जो मैंने एक प्रश्न चिह्न द्वारा इंगित किया है यह मांग अनुमान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मांग अनुमान उत्पादन योजना का एक प्रारंभिक बिंदु है जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था जब हमारे पास मांग का पूर्वानुमानित मूल्य होगा तभी हम कैपेसिटिव प्लानिंग और प्रोडक्शन प्लानिंग दोनों कर पाएंगे इसलिए उत्पादन योजना का पूरा क्षेत्र पूर्वानुमान से शुरू होता है इसलिए हम पूर्वानुमान मॉडल सीखने पर समय व्यतीत करेंगे इसलिए हम मांग के मूल्यों के रूप में इन 6 मूल्यों के साथ शुरू करेंगे और हम अगली अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करेंगे अब जब भी मैं इस तरह का प्रश्न करता हूं और 6 मूल्यों की मांग करता हूं और छात्रों के एक वर्ग को अपना पूर्वानुमान लगाने के लिए कहता हूं मुझे आम तौर पर कई उत्तर मिलते हैं जो छात्र देते हैं और मुझे उनमें से कुछ को इस बोर्ड पर लिखने की अनुमति देते हैं और फिर उन्हें एक एक करके समझाने और विभिन्न मूल सिद्धांतों और पूर्वानुमानों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो आइए हम पूर्वानुमान के इन 6 मूल्यों पर विचार करें और बता दें कि ये 6 अलग अलग लोगों द्वारा दिए गए हैं अब जब मैंने छात्रों से आधार या इन नंबरों के पीछे का कारण पूछा तो मुझे कई तरह के उत्तर मिले इसलिए मैं इन उत्तरों को लिखूंगा और फिर हम धीरे धीरे उनमें से प्रत्येक की प्रासंगिकता देखेंगे संदर्भ में पूर्वानुमान का तो पहला एफ 27 के बराबर 27 पूर्वानुमान के बराबर है सरल औसत से आता है इसलिए छात्रों में से एक का मानना है कि इन 6 संख्याओं का एक साधारण औसत पर्याप्त रूप से पूर्वानुमान का प्रतिनिधित्व करता है और हम यह सब जोड़ते हैं और इसे 6 से विभाजित करते हैं हम प्राप्त करते हैं एफ 27 के बराबर है एक अन्य छात्र ने कहा कि वह केवल पिछले चार मूल्यों में रुचि रखते थे और इस छात्र ने महसूस किया कि पहले 2 मान थोड़ा पुराने थे और इसलिए वह है इन 2 मूल्यों पर विचार करने के लिए उत्सुक नहीं है उनका मानना है कि अंतिम चार मूल्य पर्याप्त रूप से दर्शाते हैं कि क्या हो रहा है और अंतिम चार मूल्यों का औसत 2625 है एक तीसरे व्यक्ति ने कहा कि पूर्वानुमान 28 हो सकता है और तीसरे व्यक्ति ने यह कहकर इस तरह से तर्क दिया कि वृद्धि है और फिर कमी है और फिर वृद्धि और फिर कमी और फिर वृद्धि इसलिए घटने के बाद का अनुमान तीसरा छात्र है जिसने 28 कहा ने यह कहकर शुरू किया कि छात्र ने अंतिम 2 मूल्यों को देखा जो कि 26 और 27 को हुआ था और छात्र का मानना था कि केवल अंतिम 2 मूल्यों को देखते हुए यह वृद्धि दिखाने के लिए लगता है और इसलिए छात्र ने 28 के रूप में पूर्वानुमान दिया जो कि पिछले 2 मूल्यों के आधार पर वृद्धि है एक अन्य व्यक्ति ने इन मूल्यों को देखा और कहा कि पूर्वानुमान 30 हो सकता है अगर हम यह मान लें या यदि हम मानते हैं कि यह डेटा ऑटोमोबाइल की बिक्री से मेल खाती है और यह व्यक्ति मानता है कि ऑटोमोबाइल की बिक्री उस क्षेत्र की आबादी से संबंधित है और आबादी की क्रय शक्ति से भी संबंधित है और व्यक्ति का मानना है कि जनसंख्या की खरीद शक्ति में वृद्धि के कारण यह उम्मीद की जा रही है कि यह अंतिम मूल्यों से ऊपर जाएगा और इसलिए व्यक्ति ने अनुमान लगाया कि वर्ष 2010 के लिए 30 एक बहुत अच्छा पूर्वानुमान है तो यह अन्य कारकों पर आधारित है अब यह व्यक्ति जिसने 26 के बराबर पूर्वानुमान दिया था का मानना था कि वृद्धि और कमी थी तो यह एक वृद्धि और फिर एक कमी दिखाता है और फिर एक वृद्धि और उसके बाद एक कमी अब एक वृद्धि होती है और व्यक्ति एक कमी की उम्मीद करता है और मानता है कि मूल्य उम्मीद करता है और मानता है कि मूल्य 26 घटता है और वृद्धि वृद्धि और कमी से आता है अब 27 के बराबर पूर्वानुमान देने वाले इस व्यक्ति ने अंतिम 4 के बजाय अंतिम 3 मान लिए और कहा 28 प्लस 26 प्लस 27 इसलिए यह अंतिम 3 का औसत है 26833 देने वाले व्यक्ति ने अंतिम 3 मूल्यों पर भी विचार किया लेकिन यह माना कि चूंकि यह मूल्य 3 में से सबसे पुराना है इसलिए यह सबसे पुराना है और यह सबसे हाल का मूल्य है उस व्यक्ति ने वज़न दिया और कहा इसका वजन 1 वर्ष का होने जा रहा है यहाँ 2 वर्ष की आयु होगी और यहाँ 3 वर्ष की आयु होगी जो निकटतम है तो पूर्वानुमान 1 में 28 प्लस 2 में 26 प्लस 3 में 27 में 6 से विभाजित होगा जो 26833 था इसलिए यह पिछले 3 मूल्यों पर एक भारित औसत है अंतिम व्यक्ति जिसने 26 के बराबर मूल्य दिया उसने महसूस किया कि यदि आप इन सभी मूल्यों को देखते हैं तो 32 एक बाहरी परत प्रतीत होता है और इस 32 के लिए कुछ असाइन करने योग्य कारण हो सकता है जो स्पाइक जैसा दिखता है तो व्यक्ति ने इस 32 को निकाल लिया और फिर उनमें से बाकी के लिए औसत पाया इसलिए यह 32 हटा दिया गया है और औसत ढूंढता है अब हम इन 8 उत्तरों में से प्रत्येक को देखें और अधिक महत्वपूर्ण रूप से इन उत्तरों से जुड़े कारण और पूर्वानुमान के कुछ पहलुओं को आज़माएं और जानें अब यह औसत के आसपास केंद्रित है जो इस डेटा की केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है यह भी औसत के आसपास केंद्रित है भले ही डेटा की छोटी या कम मात्रा और अधिक हाल के आंकड़ों पर विचार किया गया हो इसकी थोड़ी अलग धारणा है कि यह यहाँ होने वाली वृद्धि पर आधारित है यहाँ व्यक्ति ने अन्य कारकों पर विचार किया है यहाँ भी व्यक्ति ने वृद्धि और कमी पर विचार किया है यह औसत पर आधारित है यह भी किसी प्रकार के भारित औसत पर आधारित है और यह बाहर की परत को हटा देता है तो आइए हम बताए गए इन 8 अलग अलग कारणों में से 5 कारण किसी न किसी रूप में औसत के आसपास केंद्रित हैं लेकिन यदि हम इस डेटा को देखते हैं और इससे पहले कि हम कोई पूर्वानुमान लगाना शुरू करें हमें यह समझने की आवश्यकता है कि क्या यह डेटा वास्तव में एक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करता है या क्या एक स्तर कहा जाता है या क्या किसी तरह का चलन है इसलिए अगर हम इन मूल्यों को कुछ अर्थों में देखते हैं तो हम इस से एक स्पष्ट बढ़ती प्रवृत्ति नहीं देखते हैं हम किसी प्रकार की घटती प्रवृत्ति को भी नहीं देखते हैं इसलिए मैं यह मानने जा रहा हूं कि यह किसी भी तरह की प्रवृत्ति नहीं दिखाता है और इसलिए मैं विकासशील मॉडल शुरू करने जा रहा हूं केवल स्तर के लिए या जिसे मैं एक स्थिर मॉडल कहता हूं जिसे कुछ अर्थों में 8 में से मान्य किया गया है 8 लोगों का कहना है कि यह औसत के आसपास केंद्रित है इसलिए अनिवार्य रूप से हम एक निरंतर या एक संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन सभी संख्याओं का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व करता है इस धारणा के तहत कि कोई बढ़ती या घटती प्रवृत्ति नहीं है इसलिए जिसका सीधा सा मतलब है कि हम F के कुछ फॉर्म को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां एक ए एक स्थिर या स्तर है जिसे हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर हम यह भी समझते हैं कि अगर यह एक निरंतरता का प्रतिनिधित्व करने के लिए था तो हम इन मूल्यों में भिन्नता क्यों रखते हैं न कि एक ही निरंतरता जो पूर्वानुमान के रूप में आती है इसके पीछे का कारण सिस्टम में एक निश्चित अंतर्निहित भिन्नता या अंतर्निहित परिवर्तनशीलता है जिसे हम कुछ एप्सिलॉन कहते हैं और यह एप्सिलॉन सिस्टम में शोर या अंतर्निहित भिन्नता या परिवर्तनशीलता है और इस शोर के पैरामीटर 0 सिग्मा स्क्वायर होने की उम्मीद है जिसका अर्थ है कि इस शोर का मतलब 0 है जिसका अर्थ यह भी है कि ये अंतर्निहित भिन्नता या सांख्यिकीय उतार चढ़ाव समय बीतने के साथ रद्द हो जाएगा और ये भिन्नताएँ छोटी हैं क्योंकि उनका भिन्नता वर्ग वर्ग भी बहुत कम संख्या में माना जाता है इसलिए यदि हम यह अनुमान लगाते हैं कि यह एक स्थिरांक का प्रतिनिधित्व करता है और हम उस स्थिरांक का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब हम निरंतरता का अनुमान लगाने के विभिन्न तरीकों का पता लगाने का प्रयास करेंगे तो स्थिरांक का अनुमान लगाने का सबसे सरल और सबसे अच्छा तरीका सरलऔसत को देखकर है जिसे पहले छात्र ने वास्तव में पूर्वानुमान के रूप में उल्लेख किया था तो एक साधारण औसत डेटा के सेट के लिए पूर्वानुमान देने का सबसे सरल और सबसे आसान तरीका है जो स्तर दिखाता है या जो एक स्थिरांक का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन जब हम साधारण औसत लेते हैं तो हम भी कुछ चीजों को मान लेते हैं नंबर एक यह है कि हम सभी डेटा बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं और हम किसी भी डेटा बिंदु को नहीं छोड़ रहे हैं दूसरा हम सभी डेटा बिंदुओं को समान रूप से वेटेज देते हैं इसलिए इन दो महत्वपूर्ण धारणाओं के तहत जो हम सभी डेटा बिंदुओं पर विचार करते हैं और फिर हम सभी डेटा बिंदुओं को समान भार देते हैं हमें इस के पूर्वानुमान का प्रतिनिधित्व करने के लिए सरल औसत मिलता है इसलिए यदि हम साधारण औसत के आधार पर निर्णय लेते हैं तो हम कहेंगे कि 2010 का पूर्वानुमान 27 है इसका अर्थ यह भी है कि 2011 के लिए पूर्वानुमान अभी 27 है क्योंकि अगर हम एक 27 और फिर जोड़ते हैं औसत लें तो हमें 27 ही मिलेंगे इसलिए हर अवधि के लिए यहां पूर्वानुमान समान है और वह 27 होगा अब जिस क्षण हम मानते हैं कि हम सभी डेटा को समान रूप से वेटेज देने जा रहे हैं और सभी डेटा पर विचार करते हैं तब सवाल पूछता है कि क्या इस तरह का डेटा जो 6 साल पुराना है उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह डेटा 1 साल पुराना है इसलिए हमें उस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है और जो हमें एक भारित औसत कहा जाता है इसलिए हम इनमें से हर एक को कुछ वज़न दे सकते हैं और फिर एक भारित औसत की गणना करें उदाहरण के लिए अगर हम वजन 1 डब्ल्यू 2 डब्ल्यू 3 डब्ल्यू 4 डब्ल्यू 5 और डब्ल्यू 6 देते हैं फिर भारित औसत होगा 25 में डब्ल्यू 1 प्लस 32 में डब्ल्यू 2 प्लस 24 में डब्ल्यू 3 प्लस 28 में डब्ल्यू 4 प्लस 26 में डब्ल्यू 5 प्लस 27 में डब्ल्यू 6 द्वारा विभाजित w 1 प्लस w 2 प्लस w 3 प्लस w 4 प्लस w 5 प्लस w 6 और जब तक w 0 से अधिक या उसके बराबर होता है हमें एक उत्तर मिलेगा जो कि 26 और 32 की सीमा के भीतर है यह भी w को परिभाषित करने के लिए एक प्रथा है जैसे कि w की 1 है तो कि भाजक 1 है और आप इसे भार के योग से विभाजित नहीं करते हैं तो एक भारित औसत एक साधारण औसत जितना अच्छा है इसका अतिरिक्त लाभ है कि हम सभी बिंदुओं को साधारण औसत में मानते हैं लेकिन हम उस रिश्ते को पकड़ने में सक्षम हैं जो डेटा के अधिक हाल के टुकड़े पूर्वानुमान के लिए अधिक मूल्य जोड़ते हैं और इसलिए उन्हें अधिक वजन दिया जाता है या अधिक हाल के डेटा को उच्च भार देने की संभावना है ताकि अधिक हाल के आंकड़ों के प्रभाव को पूर्वानुमान में कैप्चर किया जा सके भारित पूर्वानुमान का स्पष्ट नुकसान यह है कि हम वज़न कैसे निर्धारित करते हैं एक व्यक्ति वज़न 1 2 3 4 5 6 देना चाह सकता है दूसरा व्यक्ति वज़न 1 1 2 2 3 3 वगैरह देना चाह सकता है इसलिए अलग अलग वज़न के लिए हमारे पास भारित औसत के अलग अलग मूल्य हैं और वज़न के लगातार सेट का पता लगाना संभव नहीं है या एक मान जो भार के एक सेट से निकलता है लोगों के समूह के लिए स्वीकार्य है लेकिन यदि लोगों का एक समूह एक साथ बैठकर यह कहता है कि हमारी राय में यह वजन 1 डब्ल्यू 2 से डब्ल्यू 6 है तो भारित औसत सरल औसत की तुलना में थोड़ा बेहतर अनुमानक हो सकता है फिर हम उस अगले विचार पर जाते हैं जो यहां दिखाया गया था जहां उस व्यक्ति ने पिछले 4 मूल्यों का औसत लिया था इसलिए 6 मान हैं लेकिन तब किसी ने तय किया था कि पहले 2 मूल्य बहुत पुराने हैं पिछले 4 और के रूप में महत्वपूर्ण नहीं होने जा रहे हैं इसलिए व्यक्ति ने अंतिम 4 मान लिए हैं और औसत की गणना की है इसलिए इन 4 का औसत 2625 हो जाता है इसलिए जब हम कुछ निश्चित डेटा बिंदुओं को छोड़ देते हैं और केवल अंतिम k डेटा बिंदुओं पर विचार करते हैं फिर हम विकसित करते हैं जिसे k अवधि चलती औसत कहा जाता है इसे k अवधि चलती औसत कहा जाता है तो 4 पीरियड मूविंग एवरेज हमें 2625 का पूर्वानुमान देता है यहां ली गई 3 पीरियड मूविंग एवरेज हमें 27 एवरेज का पूर्वानुमान देती है जो कि 28 26 और 27 का एवरेज है इसलिए मूविंग एवरेज अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं या मूविंग के आधार पर निर्णय लेते हैं इसलिए मूविंग एवरेज अनिवार्य रूप से बनाए जाते हैं या मूविंग एवरेज के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं यह अनिवार्य रूप से यह मानकर किया जाता है कि अंतिम के पीरियड्स अधिक प्रासंगिक होते हैं और दूसरों को छोड़ दिया जाता है तो एक पीरियड मूविंग एवरेज के बारे में सोचा जा सकता है क्योंकि 0 के वेटेज को 4 पीरियड का मूविंग एवरेज माना जा सकता है इसलिए हर मूविंग एवरेज को वेटेज एवरेज माना जा सकता है जो वेट के साथ दिया गया हो एक 3 अवधि चलती औसत को वजन 0 0 1 1 1 1 देने के रूप में सोचा जा सकता है और यह एक मूविंग एवरेज बन जाता है जबकि मूविंग एवरेज कैप्चर करने में सक्षम है सिद्धांत है कि अधिक हाल के अंक महत्वपूर्ण हैं पुराने अंक ज्यादा योगदान नहीं देते हैं फिर दो मुद्दे हैं वे यहां से जुड़े हैं एक यह है कि हम अनिवार्य रूप से उस सब को अनदेखा करते हैं आखिरकार वे थोड़ी मात्रा में मूल्यों को नहीं जोड़ते हैं जो शायद मॉडलिंग की जा सकती थी या थोड़ा कम वजन देकर इस पर ध्यान दिया जा सकता है लेकिन फिर जैसे जैसे हम k को बढ़ाते जाते हैं उदाहरण के लिए 4 पीरियड मूविंग एवरेज ने 2625 को 6 पीरियड का एवरेज दिया इस डेटा का मतलब यह होगा कि आप सभी 6 डेटा पॉइंट्स और n पीरियड मूविंग एवरेज ले रहे हैं अगर एन डेटा बिंदु हैं तो साधारण औसत वगैरह होगा तो एक चलती औसत साधारण औसत से संबंधित है यह भारित औसत से भी संबंधित है इसलिए यह औसत का दूसरा रूप है जो कि मूविंग एवरेज है 4 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ दिखाया गया है 3 अवधि की चलती औसत यहां दिखाई गई है अगली चीज़ जो हम देख सकते हैं वह है इसलिए अगर हमारे पास एक औसत औसत है तथा एक भारित औसत क्या हमारे पास भारित चलती औसत की तरह कुछ हो सकता है तो 26833 के साथ एक भारित चलती औसत दिखाया गया है जो कि पिछले 3 बिंदुओं पर विचार करके प्राप्त किया गया था लेकिन 1 2 और 3 के अंतर को देखते हुए सबसे पुराने का वजन 1 से कम है मध्य में 2 का वजन है और इसका वजन 3 है और भारित 3 अवधियों के भारित औसत ने हमें 2683 दिया इसलिए हमने औसत के चार अलग अलग रूपों को देखा है साधारण अंकगणित औसत भारित औसत चलती औसत और भारित चलती औसत उनमें से सभी चार केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय हैं उनमें से सभी चार हमें मान देंगे जो सीमा के भीतर अच्छी तरह से है अब मुझे इन तीनों के पीछे के तर्क को भी समझाने की जरूरत है और पूर्वानुमान के व्यापक संदर्भ में भी हमें अन्य तीन कारणों को आजमाने और समझने की जरूरत है अब जब हम इन मूल्यों को देखते हैं और जब मैं इन मूल्यों को पेश करता हूं तो मैंने कहा कि ये किसी विशेष उत्पाद की मांग का प्रतिनिधित्व करेंगे और हमारे पास अभी जो एकमात्र चीज है वह यह है कि समय के संबंध में मांग कैसे व्यवहार करती है तो समय के संबंध में मांग के व्यवहार को इस डेटा में पकड़ लिया गया है और सभी डेटा जहां मांग को समय के संबंध में दिया गया है समय श्रृंखला मॉडल या समय श्रृंखला पूर्वानुमान की श्रेणी में आते हैं तो यह समय श्रृंखला डेटा का एक उदाहरण है जहां समय के संबंध में मांग का व्यवहार प्रदान किया जाता है अब जब हम इस एफ को देखना शुरू करते हैं तो यह 30 के बराबर होता है अब यहां व्यक्ति जिसने कहा कि एफ 30 के बराबर है मानता है कि एक संबंध है कुछ अन्य कारक है जो पूर्वानुमान को प्रभावित कर रहा है और वह कारक लोगों की क्रय शक्ति हो सकता है और इसी तरह मॉडल अन्य कारक थे जो पूर्वानुमान को प्रभावित करते हैं कारण मॉडल कहलाते हैं जहां पूर्वानुमानित चर के बीच एक कारण और प्रभाव संबंध होता है जो स्वतंत्र है जो आश्रित चर है और कारण चर जो स्वतंत्र चर बन जाता है तो भले ही यह एक उचित मूल्य है इस मूल्य के पीछे की सोच प्रक्रिया धारणा से आती है कि अन्य कारक हैं और वह अन्य प्रकार के पूर्वानुमान मॉडल की ओर जाता है अभी इस व्याख्यान में हम समय श्रृंखला पूर्वानुमान के लिए खुद को सीमित कर रहे हैं और बहुत बाद में हम कारण पूर्वानुमान के लिए कुछ मॉडल देखेंगे इसलिए कि कोई इस अन्य कारकों की व्याख्या कैसे कर सकता है अब दो अन्य उत्तर हैं जिनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता है अब वे दोनों इस धारणा के आसपास केंद्रित हैं कि यह डेटा स्थिर नहीं है और वास्तव में यह डेटा एक निश्चित वृद्धि या कमी को दर्शाता है जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि इन दोनों उदाहरणों में व्यक्ति का मानना है कि एक प्रवृत्ति है और यहां भी एक प्रवृत्ति है उनमें से बाकी औसत पर विश्वास नहीं करते हैं कि एक प्रवृत्ति है इसलिए एक बार फिर से श्रृंखला के मॉडल में अलग अलग वर्गीकरण हैं अब पहले वाले को केवल स्तर के मॉडल या निरंतर मॉडल कहा जाता है जो उदाहरण के लिए क्या अनुमान था जब किसी ने यह पूर्वानुमान लगाया था तथा किसी ने यह पूर्वानुमान लगाया तथा किसी ने इस पूर्वानुमान का अनुमान लगाया जहाँ तक जब किसी ने यह मान दिया जो एफ 28 के बराबर है जो वृद्धि पर आधारित था और एफ 26 के बराबर है जो वृद्धि और कमी पर भी आधारित था यहाँ एक धारणा है कि डेटा एक प्रवृत्ति एक उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को प्रदर्शित कर रहा है जिसे यादृच्छिकता या शोर के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है तो ट्रेंड मॉडल हैं जिन्हें हम थोड़ी देर बाद देखेंगे जब हम इस विशेष मॉडल को संबोधित करते हैं जो डेटा के लिए मॉडल कहते हैं जो निरंतर प्रदर्शित करते हैं इसलिए अंतिम बिंदु जिसके लिए कुछ स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है यह है अब इस व्यक्ति ने कहा कि अगर मैं इन पर गौर करूं तो मुझे पता चलता है कि यह एक बाहरी है इसलिए मैं इसे हटा रहा हूं और फिर मैं औसत लेने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए सामान्य धारणा यह है कि यह व्यक्ति मानता है कि यह डेटा एक निरंतर या स्तरीय डेटा का प्रतिनिधित्व करता है व्यक्ति मानता है कि कोई प्रवृत्ति या कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि व्यक्ति का मानना है कि यह संख्या थोड़ी अधिक है और शायद यह धारणा पर्याप्त रूप से उचित नहीं हो सकती है कि यह एक शोर है इसलिए ऐसे मामलों में डेटा के कुछ टुकड़ों को हटाने के लिए भी प्रथागत है क्योंकि विश्लेषक पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह वास्तव में योगदान नहीं दे सकता है या इसे दूर कर सकता है तो ऐसे मामलों में आप डेटा का एक टुकड़ा निकालते हैं और फिर आप औसत पाते हैं इसलिए ये विभिन्न प्रकार की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन मोटे तौर पर औसत के आसपास केंद्रित होते हैं जो यह दर्शाता है कि यहां पीछे धारणा यह है कि यह एक निरंतर या एक स्तर मॉडल का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे पास जो भी भिन्नता है वह शोर या सांख्यिकीय उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार है और हम एफ का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक एप्सिलॉन के बराबर है जहां एप्सिलॉन शोर या परिवर्तनशीलता का प्रतिनिधित्व करता है और इसका मतलब 0 होता है और इसमें सिग्मा स्क्वायर का एक विचरण होता है अन्य चीजें जैसे कि ट्रेंड मॉडल और अन्य कारण मॉडल जिन्हें हम साथ चलते हुए देखेंगे अब हम एक और बात पर गौर करते हैं आइए एक बार फिर से डेटा के इस टुकड़े को देखें अब अगर हम उन चार मॉडलों को देखते हैं जिन्हें हमने देखा है अंकगणित औसत भारित औसत चलती औसत और भारित चलती औसत उन सभी में फायदे हैं और शायद थोड़ी सी सीमा है अंकगणित औसत सभी बिंदुओं को समान भार देता है जो कि हम इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं यह केवल यह मानना है कि अधिक हाल के डेटा में अधिक वजन होना चाहिए और अधिक महत्वपूर्ण हैं भारित औसत का नुकसान यह है कि किसी तरह के आम सहमति वजन या स्वीकार्य वजन पर पहुंचने में सक्षम नहीं है चलती औसत बहुत अच्छी है लेकिन चलती औसत को अनदेखा करने या पहले के बिंदुओं को 0 वजन देने की प्रवृत्ति है किसी भी भारित मॉडल में सही प्रकार के वजन प्राप्त करने की सीमा होती है इसलिए यह अब एक और प्रश्न पर उबलता है कि क्या एक मॉडल है जहां हम वास्तव में इन सभी बिंदुओं पर विचार करते हैं हम और अधिक हाल के डेटा को उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वज़न देते हैं और वज़न तार्किक रूप से आते हैं और हर किसी के लिए स्वीकार्य हैं अब ऐसे मॉडल को घातीय चौरसाई मॉडल कहा जाता है तो मुझे यहाँ घातीय चौरसाई मॉडल लिखना है इसे घातीय चौरसाई मॉडल कहा जाता है अब हम डेटा 25 32 24 28 26 और 27 के 6 टुकड़ों को देखते हैं अब घातीय चौरसाई समीकरण आता है तो एफ टी प्लस 1 एफ टी में अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा के बराबर है मैं कुछ समय के लिए इस धारणा का पालन करने जा रहा हूं जहां एफ पूर्वानुमान का प्रतिनिधित्व करता है और डी मांग का प्रतिनिधित्व करता है अल्फा को स्मूथिंग स्थिरांक कहा जाता है अब एफ टी प्लस 1 अवधि टी प्लस 1 के लिए पूर्वानुमान है इसलिए एफ टी प्लस 1 अवधि टी प्लस 1 के लिए पूर्वानुमान है D t अवधि t में मांग है और F अवधि t के लिए पूर्वानुमान है अब इस अंकन में यह डी 1 डी 2 डी 3 डी 4 डी 5 और डी 6 है डी 6 सबसे हाल की मांग है डी 1 सबसे पुरानी मांग है चूँकि हम D 6 तक 6 पीरियड की माँग जानते हैं हम सातवीं अवधि की मांग का पूर्वानुमान लगाने में रुचि रखते हैं इसलिए हम F 7 का पता लगाने में रुचि रखते हैं एक बार फिर मुझे दोहराने दें कि मैं इस नोटिफिकेशन का उपयोग कर रहा हूं एफ टी प्लस 1 अल्फा डी टी प्लस 1 माइनस अल्फा एफ टी के बराबर है मैं एफ टी प्लस 1 को पीरियड टी प्लस 1 के लिए पूर्वानुमान के रूप में परिभाषित कर रहा हूं अभी अन्य नोटिफिकेशन संभव हैं अन्य सूचनाओं का वर्णन करने के लिए थोड़ा जल्दी है लेकिन जैसा कि हम एक उपयुक्त समय पर आगे बढ़ते हैं मुझे अन्य संकेतन के साथ इसकी तुलना करने दें और इस संकेतन के महत्व को समझाएं लेकिन आइए हम इस संकेतन के साथ आगे बढ़ें इसलिए हम एफ 7 में रुचि रखते हैं जो कि अवधि 7 के लिए पूर्वानुमान है क्योंकि हम 6 अवधि तक की मांग जानते हैं तो इस पर आधारित एफ 7 अल्फा डी 6 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 6 के बराबर है अब हम एफ 6 को अल्फा डी 5 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 5 के रूप में लिख सकते हैं इसलिए एफ 6 को अब अल्फा डी 5 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 5 के रूप में लिखा जाएगा और आगे हम एफ 2 लिख सकते हैं अल्फा डी 1 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 1 के बराबर है अब हम डी 1 को जानते हैं अभी हम अल्फा को नहीं जानते हैं और हम एफ 1 को नहीं जानते हैं अब अगर हम मान लें कि हम अल्फा को 02 अल्फा के बराबर मान लेते हैं जैसा कि एक चौरसाई स्थिरांक कहा जाता है और अल्फा 0 और 1 के बीच की एक संख्या है तो आइए हम अल्फा को 02 के बराबर मान लें हम F 1 को भी नहीं जानते हैं इसलिए यदि हम F 1 को जानते हैं या यदि हम F 1 के लिए मान लेते हैं तो हम F 2 की गणना करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं और फिर हम एफ 2 को यहां कहीं भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं और एफ 3 पा सकते हैं इसी तरह एफ 5 को खोजने के लिए एफ 4 का उपयोग करें एफ 5 को एफ 5 खोजने के लिए और फिर एक बार एफ 5 ज्ञात होने के बाद आप एफ 6 पा सकते हैं और फिर एक बार एफ 6 ज्ञात हो जाता है एफ 7 पा सकते हैं तो आइए हम इन गणनाओं को पहले F 7 का मान दें और फिर कुछ चीजों को समझाने का प्रयास करें तो चलिए मान लेते हैं कि F 1 27 है जो सरल औसत है इसलिए यदि हम F 1 का उपयोग 27 करते हैं तो D 1 25 है अल्फा 02 है और गणना करें कि हमें F 2 मिलेगा तो एफ 2 266 हो जाता है और एफ 3 अल्फा डी 2 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 2 है जो 02 से 32 प्लस 08 में 266 है और यह गणना पर हमें एफ 3 2768 के बराबर मिलेगा अब एफ 4 अल्फा डी के बराबर है 4 एफ 4 अल्फा डी 3 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 3 के बराबर है तो F 4 02 से 24 प्लस पॉइंट 8 में 2768 और F 4 में 26944 हो जाएगा F 5 D 4 में अल्फा 4 है 1 में 4 शून्य से अल्फा 4 है इसलिए यह 02 से 28 प्लस 08 में 26944 और F 5 में होगा 271552 F 6 में D 6 में 02 F 6 में 02 है F 5 में 5 प्लस 1 माइनस अल्फा है इसलिए यह 02 में 26 प्लस 08 में 271552 है जो 2692416 देगा और एक बार F 6 की गणना 7 में से अल्फा है डी 6 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 6 02 27 में 08 से 2692416 में इसलिए एफ 7 2694 हो जाएगा तो एफ 7 इस एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मॉडल के आधार पर 7 की अवधि का पूर्वानुमान है हमने 7 के लिए 2694 के रूप में पूर्वानुमान की गणना की है इस 2694 की गणना दो मानों के आधार पर की जाती है एक अल्फा 02 के बराबर है और दूसरा एफ 1 है 27 के बराबर है अब यह 2694 यदि हम इनकी तुलना करना शुरू करते हैं तो यह 27 के सरल औसत के बहुत करीब है और यह 26833 के भारित औसत से थोड़ा दूर है अगर हम पिछले तीन मूल्यों पर एक भारित चलती औसत पर विचार करते हैं अब घातीय चौरसाई के क्या फायदे हैं और घातीय चौरसाई में हमें किन क्षेत्रों को संबोधित करने की आवश्यकता है तो पहले हमें संभवतः घातीय चौरसाई के फायदे बताते हैं अब जब हम घातीय चौरसाई करने के लिए निकल पड़े हैं तो हमने कहा कि हम एक मॉडल चाहते हैं जहां हम सभी मूल्यों का उपयोग करते हैं अब हमने उन सभी मूल्यों का उपयोग किया है जो हमने D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 और D 6 का उपयोग किया है और हमने उन सभी का उपयोग किया है और हमने यह भी कहा कि हमें उत्तरोत्तर बढ़ते भार को और अधिक हाल ही में देना चाहिए डेटा अभी आइए हम देखें कि हम हाल के आंकड़ों के लिए उत्तरोत्तर बढ़ते हुए वजन को कैसे देते हैं अब ऐसा करने के लिए तो हम लिखते हैं कि एफ 7 अल्फा 6 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 6 के बराबर है तो अल्फा डी 6 प्लस 1 माइनस अल्फा अल्फ़ा डी 5 प्लस 1 माइनस अल्फा एफ 5 में सरलीकरण पर यह अल्फा डी 6 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा डी 5 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एफ 5 में देगा अब F 5 को अल्फा D 4 प्लस 1 माइनस अल्फ़ा F 4 के रूप में लिखा जाएगा और अगर हम इसे जारी रखते हैं तो हमें अल्फ़ा D 6 प्लस अल्फ़ा में 1 माइनस अल्फ़ा D 5 प्लस अल्फ़ा में 1 माइनस अल्फ़ा वर्ग D 4 प्लस वगैरह में मिलेगा 5 डी 1 की शक्ति में प्लस माइनस अल्फा 5 डी 1 की शक्ति के साथ प्लस 1 माइनस अल्फा 6 एफ 1 की शक्ति इस प्रकार इसका विस्तार इसी तरह से होगा यदि हम इस एफ के लिए मूल्यों का उचित रूप से प्रतिस्थापन करते रहें अब यदि हम इस अभिव्यक्ति को देखते हैं कि हमने 2694 के रूप में यहां क्या गणना की है तो डी 1 का उपयोग करके एकल पास में गणना की जा सकती है D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 इन मूल्यों से या थ्रेश मान से अल्फा का उपयोग 02 के बराबर है और F 1 का उपयोग 27 के बराबर है अब यदि हम इन शब्दों को देखना शुरू करते हैं तो प्रत्येक पद का उपयोग होता है डिमांड डी और इसे एक संख्या से गुणा किया जाता है यहाँ हम इसे अल्फा करते हैं यह अल्फा में 1 माइनस अल्फा वगैरह है तो इस मांग के साथ जुड़े वजन के रूप में माना जा सकता है अब मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि जब हमने अल्फा को 02 के बराबर लिया था तो मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि अल्फा को चौरसाई स्थिरांक कहा जाता है और अल्फा 0 और 1 के बीच एक मान है 1 माइनस अल्फ़ा 1 से छोटा है इसलिए यहाँ अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा में अल्फ़ा छोटा है कि यह वज़न यह इस वज़न से छोटा है और इसी तरह इसलिए हमारे पास हाल के डेटा मान से वज़न कम करने के लिए उत्तरोत्तर कम है जो कि अतीत में 27 है तो 27 का वजन अधिक है जो अल्फा है जो स्वयं 1 से कम है 26 का वजन अल्फा से छोटा है 28 का वजन इस से छोटा है और इसी तरह इसलिए अगर हम पिछले शब्द को छोड़ दें तो घातीय चौरसाई एक भारित औसत है यह सभी मांग बिंदुओं का एक भारित औसत है उत्तरोत्तर घटते वजन के साथ जैसे हम अतीत में आगे बढ़ते हैं या समय के साथ पीछे जाते हैं लेकिन हम यह भी जानते हैं कि यदि हमारा वजन औसत है तो हमें वज़न के योग से भाग देना होगा तो आइए हम कुछ वज़न का पता लगाते हैं कि वज़न का योग अल्फा प्लस अल्फ़ा में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा में 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फा में 1 माइनस अल्फ़ा में 5 पावर होता है अब अगर आप इन रकमों को देखें यह एक टर्म है यह एक टर्म है यह एक टर्म वगैरह है अब हम जानते हैं कि हर टर्म को 1 माइनस अल्फा से गुणा किया जाता है तो यह एक परिमित ज्यामितीय श्रंखला है कुछ शर्तों में एक परिमित ज्यामितीय श्रंखला है जो कि r से 1 से अधिक है यदि r 1 से अधिक है तो 1 n से 1 की शक्ति से n शून्य से 1 है माइनस आर यदि आर 1 से कम है अब यदि हम एक धारणा बनाते हैं कि n बड़ा है तो हमारे पास 6 के बराबर n है हमारे पास 6 मांग बिंदु हैं इसलिए यदि हम यह अनुमान लगाते हैं कि n बड़ा है तो यह अल्फा 1 minus अल्फा में अल्फा 1 minus अल्फा वर्ग में अल्फा और इसी तरह यह n या n ऋण 1 हो जाएगा जैसा कि एक मामला हो सकता है लेकिन यदि n अनंत में जाता है तो हमें एक अनंत ज्यामितीय प्रगति मिलती है जिसमें पहला शब्द अल्फा के बराबर होता है और सामान्य अनुपात 1 शून्य से अल्फा के बराबर होता है तो एक अनंत ज्यामितीय प्रगति का योग 1 ऋण आर है इसलिए यह 1 ऋण से 1 ऋण से अल्फा होगा जो 1 है इसलिए जैसे जैसे शब्दों की संख्या बढ़ती है यह 1 में परिवर्तित हो जाएगा और यहां तक कि 6 शब्द या 7 शब्द या 8 शब्दों की तरह बहुत ही कम संख्या में जो भी अल्फा का मान हो वह 1 के बहुत करीब होगा और इसलिए यह एक भारित औसत की तरह है जहां भाजक जो वजन का योग है 1 है और इसलिए हम विभाजित नहीं करते हैं लेकिन तब हमारे पास भी इस तरह का एक शब्द होता है जैसे कि 1 माइनस अल्फा to पावर 6 एफ 1 और अगर n बड़ा है तो यह टर्म 1 माइनस अल्फा to पावर n एफ 1 है अब n के रूप में n बहुत बड़ा है 1 माइनस अल्फा to पावर n पावर n को 0 पर जाता है यदि अल्फा 1 से छोटा है और n बड़ा है तो पावर 1 का शून्य से 0 तक होता है और इसे नजरअंदाज किया जा सकता है इसलिए घातीय चौरसाई एक भारित औसत की तरह है जो कि हम चाहते थे हम उन सभी शर्तों का उपयोग करना चाहते थे जो हम सभी मांग शर्तों का उपयोग कर रहे हैं हम उत्तरोत्तर घटते हुए वजन चाहते हैं क्योंकि हम हाल के आंकड़ों के लिए अतीत में या उत्तरोत्तर बढ़ते वजन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि यहां हो रहा है वजन में से कुछ 1 तक जोड़ता है अंतिम शब्द 0 तक जाता है इसलिए यह एक भारित औसत की तरह है जो हमारे पास है और यह भी दिलचस्प है कि अल्फा के मूल्य को देखते हुए हम उत्तरोत्तर घटते वजन प्राप्त करते हैं जो कुछ अर्थों में हो सकता है सभी ने स्वीकार किया बशर्ते हर कोई अल्फा के मूल्य को स्वीकार करे इसलिए अल्फा के दिए गए मान से अधिक वजन का एक बहुत ही अच्छा और सुसंगत सेट मिल रहा है जो एक को जोड़ता है इसलिए घातीय चौरसाई अन्य सभी लाभों या उन सभी चीजों से मिलती है जो हम इससे उम्मीद करते हैं जो सभी डेटा बिंदुओं का उपयोग करते हैं पुराने डेटा को उत्तरोत्तर कम वजन देते हैं और वजन का एक निरंतर स्वीकार्य सेट होता है तो कौन सा घातीय चौरसाई करता है प्लस एक तथ्य यह है कि यह वजन बहुत छोटा है 1 शून्य से पावर n तक बहुत छोटा है यहां तक कि n के उचित मूल्य के लिए भी तो 27 के बराबर एफ वास्तव में अंतिम उत्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है क्योंकि इस एफ 1 से जुड़ा वजन व्यावहारिक रूप से 0 है इसलिए पूर्वानुमान का प्रारंभिक मूल्य 27 के रूप में लिया जा सकता है जो कि यह सरल औसत है कभी कभी लोग मानों के अंतिम को एफ 1 के रूप में लेते हैं जो कि 27 में भी होता है लेकिन तब भी अगर हम २६५ और २६३५ या जब तक यह पर्याप्त रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के एक अन्य उपाय का प्रतिनिधित्व करते हैं या औसतन इस एफ १ का प्रभाव बहुत अधिक नहीं है तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि एफ 1 को साधारण औसत के बराबर स्वीकार किया जा सकता है लेकिन हमें इस अल्फा पर थोड़ा और समय बिताना होगा अब सबसे पहले अल्फा को दो स्थितियों को पूरा करना चाहिए अल्फा 0 से अधिक है और अल्फा 1 से कम है तो 0 से कम या 1 से कम अल्फा के बराबर है और हम इसे क्यों देख रहे हैं अब अगर हम लिखते हैं या यदि हम सबसे बुनियादी समीकरणों पर आते हैं जो इस समीकरण से यहाँ दिया गया है तो हम समझते हैं कि पीरियड टी प्लस 1 का पूर्वानुमान दो चीजों का योग है जो वर्तमान मांग और वजन से जुड़ा एक वजन है वर्तमान पूर्वानुमान से संबंधित है और क्योंकि यह दो शब्दों का योग है दो शब्दों का भारित योग है हम यहां नकारात्मक नहीं आना चाहते हैं हम चाहते हैं कि दोनों योगदान दें और हम नकारात्मक शब्द नहीं चाहते हैं इसलिए हमारे पास 1 से अधिक अल्फा नहीं होगा जिस क्षण अल्फा 1 से अधिक हो जाता है तब हमें पता चलता है कि यह शब्द नकारात्मक तरीके से योगदान देना शुरू कर देता है इसी तरह क्षण अल्फ़ा 0 से कम है तो यह शब्द एक नकारात्मक योगदान देता है क्योंकि हम दोनों में से किसी भी नकारात्मक योगदान को नहीं चाहते हैं हमारे पास अल्फ़ा 0 और 1 के बीच है अब इस तथ्य पर सहमत हुए हैं कि अल्फा है 0 और 1 के बीच होना अबअल्फा का मान क्या होना चाहिए अल्फा छोटा होना चाहिए या अल्फा बड़ा होना चाहिए अब इस उदाहरण में हमने अल्फा लिया है 02 के बराबर है इसलिए हमने अल्फ़ा को एक छोटे मूल्य के रूप में लिया है और एक बड़े मूल्य के रूप में नहीं अब अगर हम अल्फ़ा को एक छोटे मूल्य के रूप में लेते हैं और यहाँ प्रतिस्थापित करना शुरू करते हैं तो हम तुरंत महसूस करेंगे कि वजन या मांग का योगदान वास्तव में है यदि डी टी और एफ टी तुलनीय हैं तो मांग का योगदान पूर्वानुमान के योगदान से कम प्रतीत होता है यदि अल्फा 05 से अधिक है तो पूर्वानुमान के योगदान की तुलना में मांग का योगदान अधिक होगा वहाँ यह वास्तव में हमें एक और सवाल पर लाता है जो कहता है क्या मांग का योगदान पूर्वानुमान से अधिक नहीं होना चाहिए जिसका अर्थ है कि अल्फा 1 के करीब होना चाहिए या अल्फा 0 के करीब होना चाहिए यदि अल्फा छोटा है और 02 तो जाहिर है पूर्वानुमान का योगदान अधिक है लेकिन अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो हम चाहेंगे कि पूर्वानुमान का योगदान अधिक हो संपूर्ण पूर्वानुमान इसलिए आता है क्योंकि यह मांग अत्यंत स्थिर नहीं है और यह एक निश्चित मात्रा में शोर प्रदर्शित करता है सिर्फ तर्क के लिए यदि ये सभी संख्याएँ 27 थीं तो हम पूर्वानुमान नहीं करते हैं और हम कहेंगे कि अगला मूल्य 27 है इसलिए मांग बहुत स्थिर है और शोर या भिन्नता नहीं दिखाती है ऐसे मामलों में हमारे पास एक बड़ा अल्फा हो सकता है इसलिए जब तक कि हमारे यहां भिन्नता और शोर है तब तक अल्फ़ा का एक छोटा मूल्य होना उचित है जिसका अर्थ यहाँ है हमें पता चलता है कि इस शब्द में मांग के साथ जुड़ा हुआ वजन कम हो सकता है और पूर्वानुमान का वजन अधिक होगा यह समझाने का एक और तरीका है कि यदि अल्फा यहां बड़ा है तो क्या होगा यह एफ 7 कम शब्दों द्वारा निर्देशित होगा जो एफ 7 में योगदान देगा उदाहरण के लिए यदि अल्फा 08 है तो यह 08 है यह 016 है इसलिए दो पद 096 के वजन में योगदान कर रहे हैं इसलिए उन्होंने F 7 में लगभग योगदान दिया है जबकि यदि अल्फा 02 है तो यह 02 है और यह 016 है इसलिए दो शब्दों का 036 के वजन में योगदान है तो छोटे अल्फा अधिक शब्द F 7 में योगदान देना शुरू कर देंगे अल्फा को कुछ अर्थों में छोटा कर देंगे भले ही उत्तरोत्तर कम हो रहे वजन हैं यह थोड़ा और अधिक योगदान देगा यह अल्फा को छोटा करता है अल्फा को बड़ा करता है ये वजन के साथ जुड़ा हुआ है यह बहुत छोटा हो जाता है इसलिए यदि हम चाहते हैं कि वे सभी यथोचित रूप से अच्छी तरह से योगदान करें तो अल्फा को थोड़ा छोटा करना होगा इसलिए यह है कि घातीय चौरसाई मॉडल काम करता है और अल्फा और एफ 1 पर निर्भर है और घातीय चौरसाई हमें स्तर का अनुमान लगाने के लिए एक बहुत अच्छा मॉडल प्रदान करता है जहां आपका सभी डेटा का उपयोग करने में सक्षम है हम डेटा को उत्तरोत्तर घटते वजन देने में सक्षम हैं क्योंकि हम अतीत में स्थानांतरित होते हैं या उत्तरोत्तर अधिक वजन वाले डेटा में वृद्धि करते हैं तो इसके साथ हमने स्तर या निरंतर डेटा के लिए थोड़ा सा पूर्वानुमान देखा है समय श्रृंखला में पूर्वानुमान कैसे करना है जब डेटा प्रदर्शित करता है प्रवृत्ति हम अगले व्याख्यान में देखेंगे